हैलो और मैकेबोलॉजी के परिचय के हमारे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में मैंने कुछ फोकल एडहेसिव्स प्रोटीनों का वर्णन किया जो फोकल एडिशन्स के कार्य को निर्धारित करने में सबसे प्रमुख हैं तो फोकल आसंजनों के लिए अगर मैं सेल खींचता हूं तो आप इन्हें फोकल आसंजन के रूप में रख सकते हैं तो ये आपके फोकल आसंजन हैं मैं एफए और कुछ प्रमुख फोकल आसंजन लिखूंगा जिन पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी इंटिंसिन integrin तालिन पैक्सिलिन वेनकुलिन फोकल आसंजन किनसे या FAK और अल्फा एक्टिनिन तो ये सभी फोकल आसंजन प्रोटीन इन आसंजनों के व्यवहार को निर्धारित करने में विभिन्न भूमिकाएँ निभाते हैं तो और यह पाया गया है देखते हुए कि 100 से अधिक प्रोटीन हैं जो स्थानीयकरण करते हैं जो आसंजनों पर मौजूद हैं इसलिए सवाल यह है कि वे स्थानिक रूप से कैसे स्थित हैं तो इस सवाल का जवाब क्लेयर वाटरमैन स्टोरर ने दिया उसने सुपर रिजॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया सुपर रिज़ॉल्यूशन माइक्रोस्कोपी तकनीकों में X Y विमान में ऑर्डर 20 नैनोमीटर का संकल्प है और z दिशा में 10 से 15 नैनोमीटर है इसलिए इसका उपयोग करके उसने फोकल आसंजन के भीतर व्यक्तिगत फोकल आसंजन प्रोटीन के स्थानिक स्थानीयकरण का निर्धारण किया तो उन्होंने यह देखा कि I integrin का अभिन्न रूप का है तो आपके पास यह सेल है और आपके पास मैट्रिक्स है इसलिए सब्सट्रेट के निकटतम निश्चित रूप से इंटीग्रीन है क्योंकि यह कोशिका के बाहर को कोशिका के अंदर तक संलग्न करता है इंटीग्रीन के ऊपर बस आपके पास इंटीग्रीन सिग्नलिंग लेयर है और यहां आपके पास पैक्सिलिन और FAK जैसे प्रोटीन हैं ये दोनों प्रोटीन सीधे इंटीग्रिग्रेन्स से बांध सकते हैं बल लेनदेन परत में आपके पास विनक्यूलिन और अधिक महत्वपूर्ण टैलिन मौजूद है और जो एक कोणीय विन्यास प्रदर्शित करता है जिसका अर्थ है कि तालिन का n टर्मिनल डोमेन इंटीग्रीन के करीब मौजूद होगा क्योंकि टैलिन इंटीग्रीन एक्टिवेशन से जुड़ा हुआ है इसलिए तालिन इंटीग्रीन को सक्रिय करने के लिए जाना जाता है आपके पास विनक्यूलिन है जो तालिन से भी बांधता है इसलिए ये दोनों प्रोटीन फोर्स ट्रांजैक्शन लेयर में मौजूद होते हैं जिसके ऊपर रेग्युलेटरी लेयर में ऐक्टिन होता है और यहीं अल्फा ऐक्टिन भी मौजूद है और अगर यह पूरे में था और सटीक शीर्ष पर आसंजन में था हमारे पास तनाव फाइबर है जो इन आसंजन से निर्गत है इसलिए ये आपके स्ट्रेस फाइबर हैं और यह आपको दिखाता है आसंजन के भीतर प्रोटीन का विशेष संगठन इसलिए मैंने यह भी उल्लेख किया है कि एक ही कोशिका में आपके पास विभिन्न प्रकार के आसंजन होते हैं उनके आकार अलग होते हैं और गति विज्ञानभी अलग होती है इसलिए किनारे पर यदि कोशिका इस तरह से माइग्रेट कर रही है तो इस किनारे को अग्रणी किनारा या लैमेलियोपोडिया कहा जाता है तो साइड व्यू में अगर मैं एक ही तस्वीर खींचना चाहता हूं एक सेल इस तरफ माइग्रेट कर रहा है यह वह जगह है जहां आपके पास अपने लैमेलियोपोडिया हैं और इनके नीचे आपके पास ये छोटे डॉट्स हैं इसलिए इन्हें फोकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसलिए ये ज्यादा डॉट लाइक हैं इसलिए वे मोटे तौर पर लंबाई में आकार में एक माइक्रोन के ऑर्डे के होते हैं और विशिष्ट होते हैं इसलिए रूपात्मक रूप से भी आसंजन भिन्न होता है और वे रचनात्मक रूप से भी भिन्न होते हैं इसलिए संरचना के मामले में ये पैक्सिलिन और विनक्यूलिन में समृद्ध हैं तो ये सबसे छोटी आसंजन हैं जो आप कोशिकाओं की परिधि में हो सकते हैं इसलिए मैंने जो बड़े आसंजन तैयार किए थे उन्हें फोकल आसंजन कहा जाता है इसलिए सेल परिधि में मौजूद फोकल आसंजन लंबाई में 2 से 5 माइक्रोन हो सकता है और ये आकार में भी अधिकता अंडाकार होते हैं और संरचना के मामले में आपके पास अल्फा वी पैक्सिलिन विनक्यूलिन अल्फा ऐक्टिनिन तालिन FAK और कई अन्य जैसे अभिन्न हैं इसलिए फोकल आसंजन का औसत समय पैमाना फोकल कॉम्प्लेक्स की तुलना में बहुत अधिक स्थिर है और इसके ऊपर आपके पास फिब्रिलर आसंजन हो सकता है ये लंबाई में 1 से 10 माइक्रोन हैं और वे अधिक केंद्रीय रूप से मौजूद हैं इसलिए कोशिकाओं के मध्य क्षेत्र में उनके पास अल्फा 5 इंटेग्रिन और टेनसिन नामक अणु होता है और ये भी FAs की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं इसलिए यदि मैं इसे लिखूंगा तो हम फोकल कॉम्प्लेक्स फोकल आसंजन और हमें फिब्रिलर आसंजन कहते हैं इसलिए जब कोशिकाएं पहली बार आसंजन संलग्न करती हैं तो आपको ये छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई दे सकते हैं और इन्हें नवजात आसंजन B कहा जाता है इसलिए यदि आप समय अवधि का पालन करते हैं तो डेल्टा टी एक मिनट का आर्डर है और आपके पास FAS है 20 मिनट में fibrillar आसंजन है इसलिए आकार परिपक्वता size maturation के साथ आपके पास रूपात्मक परिपक्वता है जो रचना या रचनात्मक परिपक्वता के साथ हाथ में जाती है तो इन दोनों को एक ही समय में होता है और क्या संक्रमण के रूप में पाया गया है एजेंट जो नवजात आसंजन पर अपरिपक्व को परिपक्व करने के लिए परिवर्तित करता है सभी तरह से fib एक बल पर निर्भर करता है इसलिए ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ एक साथ इकट्ठा होते हैं यह वह बल है जो छोटे आसंजन को बड़ा आसंजन करने को जोर देता है यह सुझाव देते हुए कि प्रोटीन और तह से जुड़े कुछ संकेत हो सकते हैं जो रिक्रूटमेंट की ओर ले जाते हैं और सकारात्मक चक्र की ओर जाता है जो अधिक आसंजन प्रोटीन को रिक्रूट करता है और इस तरह आप इन फोकल आसंजन की परिपक्वता प्राप्त करते हैं इसलिए इस तरह का सुझाव है कि बलों प्रत्यक्ष आसंजन के परिपक्वता करते हैं तो पहले अध्ययनों में से एक में और पहले मौलिक काम में हमें यह पता चला है कियहा सवाल पूछने के लिए कैसे बलों के लिए फोकल आसंजन कितने संवेदनशील हैं Alexander Bershadsky जिसने यह प्रयोग किया और उन्होंने यह किया कि तुम एक सब्सट्रेट पर सेल ले और तुम एक पिपेट के साथ नीचे आए इसलिए यह एक पिपेट है और साइड व्यू में आपके पास कुछ ऐसा ही होगा तो साइड व्यू में आपके पास न्यूक्लियस के साथ यह सेल होता है जब आप पिपेट के साथ नीचे आते हैं और आप पिपेट को रोल करते हैं इसलिए हमने अनिवार्य रूप से यह किया है कि हमने इन कोशिकाओं पर कुछ स्थानीय ताकतें लगाई हैं इसलिए ये कोशिकाएं फाइब्रोब्लास्ट थीं जो GFP विनक्यूलिन से संक्रमित थीं यह वही है जो यह दिखाया तो आप आपके पास साइटोप्लाज्मिक स्थानीयकरण था और फिर तुमने यह किया कि इस पिपेट के साथ नीचे आया और इसे सेल पर लुढ़का और उसने क्या पाया कि हटाने के तुरंत बाद उस स्थल पर इन आसंजनों की भर्ती की गई थी जिसमें बल लगाया गया था इसलिए आपके पास आसंजन है जो स्थल पर बल के आवेदन से आकार में वृद्धि हुई है इसलिए यह पहला प्रदर्शन था जो कोशिकाओं में फोकल आसंजन बल निर्भर विकास प्रदर्शित करता है इसलिए यह पहला सबूत था कि फोकल आसंजन बल निर्भर और पहला सबूत है कि बलों को फोकल आसंजन के विकास पर प्रभाव पड़ता है यह एक और बात उन्होंने प्रदर्शित की है इसलिए उन्होंने ये प्रयोग 2 शर्तों में दोहराया एक शर्त फाइब्रोनेक्टिन लेपित सब्सट्रेट्स पर सुसंस्कृत कोशिकाओं थी और दूसरी स्थिति पॉली एल लिसिन लेपित सब्सट्रेट्स पर सुसंस्कृत कोशिकाओं थी इसलिए फाइब्रोनेक्टिन सतहों में उन्होंने FA का विकास और फोकल आसंजन विकास को देखा जब कोशिकाओं को कोशिका पर पाइप को धक्का देने के संपर्क में आने के लिए प्रकट किया गया था लेकिन पॉली एल लिसिन पर कोई FAका विकास नहीं था इसलिए इससे पता चलता है कि आसंजन में पॉली एल लिसिन पर फाइब्रोनेक्टिन को उलझाने वाले फाइब्रोनेक्टिन इंटीग्रिंन की संभावना विशुद्ध रूप से आधारित है क्योंकि पॉली एल लिसिन सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है प्लाज्मा झिल्ली नकारात्मक रूप से चार्ज की जाती है आपके पास सिर्फ चार्ज मध्यस्थता आसंजन है इसलिए इससे यह साबित हो गया कि यह बल निर्भर विकास इंटीग्रीन आधारित आसंजन पर लागू होता है यह समीनल पेपर था जिसने पहले बलों के लिए फोकल आसंजन की संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया और यह भी कि इस बल निर्भर विकास में मध्यस्थता करने के लिए इंटीग्रिन मध्यस्थता आसंजन आवश्यक हैं तो एक अन्य अध्ययन में आपके पार्क दो समूह बेनी गीजर हैं तो इन फोकल आसंजन पर आवश्यक ताकतें बढ़ते हैं इसलिए इस प्रायोगिक सेटअप ने इन ताकतों को निर्धारित करने का एक तरीका नहीं दिया जिसे कोशिकाएं भर रही थीं या कोशिकाएं कितनी ताकतें उस उद्देश्य के लिए सामना करने में सक्षम हैं इसलिए वास्तव में उन ताकतों को मापने की स्थिति में होने के लिए जो लोगों ने किया है वह यह है कि उन्होंने इलास्टोमेरिक सामग्री ली है और उन्हें पैटर्न किया है तो कल्पना करें कि ये फाइब्रोनेक्टिन डॉट्स और इलास्टोमेरिक सामग्री हैं हम कहे कि पीडीएमएस PDMS अपने आप में निष्क्रिय है समय का उल्लेख 2023 इसलिए कोशिकाएं इस पर टिकी नहीं रह सकती हैं लेकिन जब आप इसे प्लेट करते हैं और जब आप इन फाइब्रोनेक्टिन डॉट्स के सब्सट्रेट को कार्यात्मक करते हैं और आप कोशिकाओं को प्लेट करते हैं तो वे खुशी से इन पर फैल जाएंगे और वे संपर्क स्थल पर फोकल आसंजन कर देंगे इसलिए आप देखेंगे कि फाइब्रोनेक्टिन डॉट्स को उलझाने के द्वारा गठित कोशिकाओं द्वारा फोकल आसंजन बनाया जा रहा है अब यह वही है जो सेटअप की अनुमति देता है तो कल्पना कीजिए कि आपके पास फाइब्रोनेक्टिन डॉट्स का ग्रिड है और इनमें से प्रत्येक कोनों पर आपके पास फाइब्रोनेक्टिन डॉट है तो चलिए बताते हैं ये फाइब्रोनेक्टिन डॉट्स हैं और आप इन डॉट्स की पोजिशन को ट्रैक कर रहे हैं अब हम कहते हैं कि हम उस शर्त के तहत एक सेल की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसे आप देखते हैं तो हरे रंग के डॉट्स के साथ मैंने इनमें से कुछ लाल बिंदुओं की विकृत स्थिति दिखाई है और जिस तरह से मैंने इसे खींचा है वह जानबूझकर है इसलिए हरे बिंदु लाल बिंदुओं की विकृत स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं चूंकि यह एक ग्रिड है इसलिए आप बहुत आसानी से किस दिशा में इन मोतियों को विकृत कर दिया गया है यह आप जान सकते हैं इसलिए यह मुझे प्रत्येक फोकल आसंजन के विस्थापन का निर्धारण करने की अनुमति देगा क्योंकि यह सामग्री लोचदार है यह आपको यह पता लगाने की अनुमति देता है कि इनमें से प्रत्येक स्थिति का विस्थापन कितना रहा है तो आप सामग्री के spring constant द्वारा इस डेल्टा डी को गुणा कर सकते हैं तो k डेल्टा डी एक फोकल आसंजन पर सेल द्वारा लगाए गए बल है इसलिए इस रणनीति का उपयोग करके आप वास्तव में उस बल की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं जो सेल फोकल आसंजन पर डालती है अब इस प्रयोग की अनुमति यह है कि यदि मैं एक कोशि का चित्र बनाता हूं यह कोशिका का हिस्सा है और यह नाभिक है और आप इन प्रयोगों को करने से फोकल आसंजन का स्थान प्रत्येक फोकल आसंजन का साइज प्रत्येक फोकल आसंजन का आकार और साथ ही प्रत्येक फोकल आसंजन पर लगाए गए बल का पता लगा सकते हैं लेखकों ने पाया कि इन फोकल आसंजन में से प्रत्येक में मैंने इन लाल तीरों को खींचा है और ये लाल तीर प्रत्येक आसंजन और दिशा में बलों को दर्शाते हैं इसलिए प्रत्येक तीर की लंबाई उस बल की भयावहता के बराबर होती है जो लागू की गई है और दिशा उस दिशा को दर्शाती है जिसके साथ कोशिका ने बल में एक्सर्ट किया है तो आप इस तस्वीर से क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा आसंजन के पास उच्चतम बल है इसलिए फोकल आसंजन आकार और बल के बीच एक स्केलिंग है इसलिए फोकल आसंजन और बल के आकार के बीच एक स्केलिंग है और यदि आप चाहते हैं कि आप इनमें से प्रत्येक को एक अंडाकार के रूप में अनुमानित कर सकते हैं इसलिए आप जो देखते हैं वह प्रमुख धुरी की दिशा बल की दिशा के समान है यह सुझाव देते हुए कि फोकल आसंजनों की ताकतों को बलों की दिशा में गठबंधन किया जाता है तो दो बातें जितना बड़ा फोकल आसंजन उतना बल बड़ा फोकल आसंजन की लंबी धुरी उस दिशा से मेल खाती है जिस दिशा में बल को उस विशेष दिशा में लगाया गया है क्योंकि आप नाभिक की ओर अंदर जाते हैं तो बड़ी ताकतों सेल परिधि में हैं और जैसा कि आप फोकल आसंजन के अंदर जाने के लिए आप आकार बलों की भयावहता को मापते हैं है तो उदाहरण के लिए सही नाभिक के आसपास मैं जानबूझकर यादृच्छिक दिशा में छोटे तीर खींचा है इसलिए इन आसंजनों के बीच कोई निरंतर व्यवहार नहीं है जो आकार में छोटे हैं और नाभिक के करीब स्थानीयकृत हैं इसके साथ मैं यहां रुकता हूं लेकिन मुझे यह कहते हुए यह संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि फोकल आसंजन में बल और फोकल आसंजन असेंबली के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है इसलिए कोशिकाएं फोकल आसंजन में अनुबंधित उलटा निर्देशित बलों को डालती हैं बल की भयावहता फोकल आसंजन के आकार के आनुपातिक होती है और बल की दिशा फोकल आसंजन की लंबी धुरी के साथ मेल खाती है यह आज के लिए है और मैं अगले दिन के व्याख्यान का इंतजार करूंगा धन्यवाद